नमस्कार इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स के एक और अध्याय में आपका स्वागत है पिछले अध्याय में हमने कपलर के बारे में चर्चा शुरू किया और हमने 2 विशिष्ट कपलर ब्रांच लाइन कपलर और रैट रेस कपलर के बारे में भी चर्चा की इस मॉड्यूल में हम युग्मित लाइन कपलर पर चर्चा करेंगे तो आइए देखें कि कपल्ड लाइन कपलर क्या है एक कपल्ड लाइन कपलर में ट्रांसमिशन लाइन के 2 टुकड़े होते हैं जो आसपास होते हैं तो एक कपल्ड लाइन कपलर का निर्माण काफी सरल है पोर्ट इस तरह से लेबल किए जाते हैं यदि यह इनपुट पोर्ट है तो यह आइसोलेटेड पोर्ट है यह कपल्ड पोर्ट है और यह थ्रू पोर्ट है अब एक कपल्ड लाइन कपलर और दूसरे युग्मकों के बीच का अंतर जो हमने अब तक चर्चा की है हम दोनों प्रणालियों के लिए इस करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स का एक ही मान नहीं ले सकते हैं यहां तक कि एक ब्रांच लाइन कपलर में उदाहरण के लिए वर्टीकल लाइन्स Z1 था खेद है कि क्षैतिज लाइन्स में करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z2 थी जबकि वर्टीकल लाइन्स में करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z1 Z1 और Z2 थी लेकिन यहाँ शारीरिक रूप से शामिल होने की वजह से यहां पर इवन मोड इवन मोड करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स और ओड मोड करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स की अवधारणा है तो आइए हम देखें कि ये इवन और ओड मोड करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स क्या है कपल्ड लाइन 2 कपल्ड लाइन्स के क्रॉस सेक्शन पर विचार करें तो हमारे यहाँ एक कपल्ड लाइन हैं यहाँ एक और जोड़ी मान लीजिए कि इसकी विड्थ W है स्पेसिंग S है अब 2 के बीच कैपेसिटेंस होगा तो वहाँ लाइन कैपेसिटेंस C12 में होगी और टॉप मेटल और बॉटम मेटल के बीच कैपेसिटेंस होगी जिसे C11 द्वारा दर्शाया गया है अब विचार करें कि जब दोनों पर समान वोल्टेजस हैं यदि दोनों लाइन्स पर समान वोल्टेजस हैं तो यह केंद्रीय संधारित्र कोई भी भूमिका नहीं निभाता है इसलिए टॉप मेटल और बॉटम मेटल के बीच कुल कैपेसिटेंस C इफेक्टिव C11 के बराबर होगा अब हम जानते हैं कि Z0 को इवन मोड के लिए L पर C इफेक्टिव द्वारा दिया जाना चाहिए हम C इफेक्टिव को कैपेसिटेंस प्रति यूनिट लंबाई कहते है और इस एक्वेशन्स पर हमने ट्रांसमिशन लाइन के एक्वेशन्स पर चर्चा करते हुए चर्चा की थी और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है तो इवन मोड के लिए इस मामले में जब दोनों पंक्तियों पर वोल्टेजस इवन होते हैं तो हमने देखा कुल C इफेक्टिव C11 के बराबर है तो E इवन मोड के लिए Z0 या करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स केवल C11 है CeffC112C12 Zoo1vpC112C12Zoe ओड मोड के लिए जब एक पंक्ति को एक पॉजिटिव विभव पर आवेशित किया जाता है और दूसरा एक नेगेटिव विभव है तो फिर इसलिए इस मामले में यदि हम इस क्रॉस सेक्शनल डायग्राम को फिर से बनाते हैं तो ओड मोड में इसका मतलब है एक दूरी पर है प्रत्येक बराबर और विपरीत वोल्टेजस पर हैं तो उस स्थिति में कैपेसिटेंस जो C12 के बीच मौजूद है तो हम इसमें से एक लाइन खींचते हैं जिसे 2 सीरीज़ कैपेसिटेंस 2C12 2C12 के संयोजन के रूप में माना जा सकता है और चूंकि यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है और मंत्र इवन और विपरीत हैं तो क्या यह लाइन शार्ट का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए C इफेक्टिव जैसा कि आप जानते हैं C11 C22 के इवन है समान ये 2 लाइन्स इवन हैं तो C11 22 के बराबर होगा अब C effective C11 2C12 के बराबर होगा इसलिए इस मामले में ओड मोड Z0 O के लिए दिया जाएगा अब यह Z0 से कम है जैसा कि हमने देखा था इसलिए यह कुछ ऐसा है जो हमें कपल्ड लाइन्स के लिए समझना है ओड मोड और यहां तक कि मोड इम्पीडेन्स करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स की अवधारणा है और हमने देखा कि इवन मोड करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स ओड मोड करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स से अधिक है अब इस ज्ञान के साथ हम कपल्ड लाइन कपलर पर आगे बढ़ते हैं इसलिए कपल्ड लाइन कपलर जैसा कि मैंने कहा कि निर्माण में फिर से बहुत सरल है और इसलिए यह इनपुट पोर्ट है मान लीजिए कि यह आइसोलेटेड पोर्ट अब S11 S31 S21 और S41 वैसा ही है जैसा हमने ब्रांच लाइन कपलर के लिए देखा था b1S11ea12S11oa12 S1112S11e12S11o b3S11ea12 S11oa12 S3112S11e 12S11o b4S41ea12S41oa12 S4112S41e12S41o b2S41ea12 S41oa12 S2112S41e 12S41o यहां भी अगर आप मॉनिटर पर स्लाइड्स पर जाते हैं अगर हम जाते हैं तो यहां फिर से इन एस पैरामीटर्स के एक्वेशन्स को इवन और ओड मोड के एस पैरामीटर्स के संदर्भ में लिखा जा सकता है यहाँ 1 अंतर यह है कि S31 अब S21 के बजाय इसके बराबर है जैसा कि हमने देखा था जो कि सकर ब्रांच लाइन के लिए कहा गया था S21 2 पर S11 E पर 2 S11 O पर 2 के बराबर था इस मामले में यह S31 है Meocos jZ0eosin jY0eo cos with Z0e1Y0eZ0eZ0 Z0o1Y0oZ0oZ0 S11eoAeoBeo Ceo DeoAeoBeoCeoDeojZ0eo Y0eo2cos jZ0eoY0eosin S41eo2AeoBeoCeoZ0Deo22cos jZ0eoY0eosin अब यह है इस कपल्ड लाइन कपलर में ट्रांसमिशन लाइन के सिर्फ 2 टुकड़े होते हैं इसलिए इवन या ओड मोड कैस्केड या एबीसीडी मैट्रिक्स बहुत ही सरल है यह विद्युत लंबाई थीटा की ट्रांसमिशन लाइन के समान है सिवाय इसके कि Z0 के इवन और ओड मोड के लिए समान होने के बजाय हमारे पास Z0 के 2 अलग अलग मान होंगे एक इवन मोड के लिए और एक ओड मोड के लिए और फिर इस एबीसीडी मैट्रिक्स का उपयोग करके हम S11 और S41 लिख सकते हैं हम रूपांतरण एक्वेशन्स का उपयोग करके S11 और S41 पैरामीटर्स का पता लगा सकते हैं अब हम चाहते हैं कि S21 0 के बराबर है इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए पहली बात यह है आप जानते हैं कि यदि S41E S41O का मान 0 होना चाहिए तो S41 के इवन और ओड मोड के लिए भाजक समान होना चाहिए और यही स्थिति है अगर यह स्थिति संतुष्ट है बस इस एक्वेशन्स को देख कर भी हम उस टर्म को पा सकते हैं यदि हर को बराबर करना है तो Z0 O Y0 O अभिव्यक्ति को Z0 E Y0 E के बराबर होना चाहिए अब इस एक्वेशन्स को हल करने पर हमें यह मान मिलता है तो Z0 E और Z0 O के बीच का संबंध इसके द्वारा दिया गया है जहाँ Z0 मैचिंग इम्पीडेन्स या इम्पीडेन्स जिसके कारण कपलर सभी पोर्ट पर जुड़ा हुआ है हम इस स्लाइड को छोड़ सकते हैं S11eojZ0eo Y0e02cos jZ0eoY0eosin Z0e Y0eZ0o Y0o0 Z0eZ0Z0Z0eZ0eZ0 Z0Z0oZ00Z0 Z0Z0o0 Z0Z0o Z00Z0Z00Z0 Z0Z0o0 अन्य बात जो हम लिखते हैं वह शर्त यह है कि यदि भाजक समान हैं तो मैचिंग की स्थितियां जो कि S11 का मान S11 E S11 O के बराबर हैं पूरे को 2 से विभाजित करते हैं तो यह 0 के बराबर स्वचालित रूप से संतुष्ट हैं इसलिए कपल्ड लाइन कपलर के लिए हमने व्यापक बैंड मैचिंग प्राप्त किया अर्थात वे हमेशा मेचड़ खाते हैं S11eojZ0eo Y0eo2cos jZ0e0Y0eosin S41eo22cos jZ0eoY0eosin S3112S11e 12S11o and S4112S41e12S41o S31 jkcsin 1 kc2cos jsin and S41 1 kc21 kc2cos jsin with kcZ0e Z0oZ0eZ0o Z0eZ01kc1 kcZ0oZ01 kc1kc अब S31 पैरामीटर और S41 पैरामीटर को इस एक्वेशन्स का उपयोग करके पाया जा सकता है जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और फिर इस एक्वेशन्स द्वारा दिए गए Z0 के मान से इसलिए S31 को S11 E S11 O S11 E और S11 EO और S41EO से पाया गया है हम पहले ही पता लगा चुके हैं इन मानों को किस एक्सप्रेशन में रखने पर हमें S31 के लिए एक्सप्रेशन के रूप और S41 के लिए यह एक्सप्रेशन है अब यहाँ S31 सम्मिलित है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये S31 और S41 दोनों KC में सम्मिलित हैं KC को इस एक्वेशन्स द्वारा परिभाषित किया गया है यह Z0 E के बीच बेमेल के माप की तरह है जो इवन मोड की करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स है Z0 O जो की ओड मोड की करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स है और KC के संदर्भ में Z0 E और Z0 O को इस एक्वेशन्स का उपयोग करके हल करने पर हम KC और Z0 के संदर्भ में Z0 E और Z0 O के लिए निम्नलिखित एक्वेशन्स प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमने कपल्ड लाइन युग्मकों का विश्लेषण किया है और इन एक्वेशन्स का पता लगाया है अब जब आप इस कपलर को डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको विपरीत दिशा से जाना होगा आपको एक निश्चित KC दिया जाएगा और आपको Z0 E और Z0 O का पता लगाने के लिए कहा जाएगा और फिर Z0 E और Z0 O से हम C effective क पता लगा सकते हैं और C effective से हम इंटरलाइन कैपेसिटेंस और लाइन और जमीन प्लेन के मध्य के कैपेसिटेंस का पता लगा सकते हैं और से वहां हम अपने सिस्टम को पूरी तरह से डिजाइन कर सकते हैं यदि हम अपनी स्लाइड्स पर एक बार फिर से जाते हैं S31 और S41 पैरामीटर अगर हम बनाए अगर हम वर्गों को बनाते हैं तो S31 और S41 के परिमाण के वर्गों का योग हमेशा कॉन्सटंट रहेंगे हालाँकि S21 को इस रेड लाइन के वर्ग द्वारा दर्शाया गया है और S41 को इस डॉटेड लाइन के वर्ग द्वारा दर्शाया गया जो अलग अलग होगा यह निश्चित रूप से तार्किक है यह दर्शाता है कि पोर्ट 3 और पोर्ट 4 से निकलने वाली कुल पावर पोर्ट 1 में प्रवेश करने वाली कुल पावर के बराबर है इसलिए हमने इसमें कई कपलर पर चर्चा की है इसलिए हमने पहली बार मैजिक टी के साथ शुरुआत की जो कि 180° कपलर का एक उदाहरण है फिर हमने ब्रांच लाइन कपलर और कपल्ड लाइन कपलर के बारे में चर्चा की जो 90° कपलर के उदाहरण हैं S11eojZ0eo Y0eo2cos jZ0e0Y0eosin S41eo22cos jZ0eoY0eosin S3112S11e 12S11o and S4112S41e12S41o S31 jkcsin 1 kc2cos jsin and S41 1 kc21 kc2cos jsin with kcZ0e Z0oZ0eZ0o Z0eZ01kc1 kcZ0oZ01 kc1kc और आपको केवल एक चीज दिखाने के लिए कि यह वास्तव में एक 90° कप्लर्स है अगर हम मॉनिटर पर स्लाइड्स पर एक बार जा सकते हैं तो आप देखते हैं कि S31 और S41 RS इस J की उपस्थिति के कारण 90° से स्थानांतरित हो गए हैं इसलिए यह वास्तव में एक 90° कपलर है इसलिए सारांश में हमने देखा कि कपलर 4 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइसेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न प्रकार के कप्लर्स होते हैं 90° कप्लर्स एक होते हैं जो 90° की फेज शिफ्ट प्रदान करते हैं कपल्ड और थ्रू पोर्ट में 180 दैनिक कपलर वे होते हैं जो कपल्ड और थ्रू पोर्ट में 180° की फेज शिफ्ट प्रदान करते हैं अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कपलर का उपयोग क्या है क्योंकि अगर एक कपलर सिर्फ कपल्ड और थ्रू पोर्ट के बीच पावर डिवीज़न प्रदान कर रहा है तो यह एक पावर डिवाइडर के समान दिखता है तो चलिए कपलर की कुछ उपयोगिता देखते हैं कपलर का एक प्रमुख अनुप्रयोग नेटवर्क अनलयसेर है जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क अनलयसेर सीधे परिपथ के एस पैरामीटर्स का या परीक्षण के अंतर्गत उपकरण या DUT का पता लगाने के लिए उपकरण हैं अब चूंकि नेटवर्क अनलयसेर वास्तव में रेफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव से संबंधित है और हमने देखा कि रेफ्लेक्टेड और इंसिडेंट लहर को अलग करना इतना आसान नहीं है फिर कपलर इंसिडेंट और रेफ्लेक्टेड वेव्स को अलग करने में काम आते हैं अब यहां हमारे पास इस कपलर में एक निश्चित इनसीडेंट वेव की आपूर्ति करने वाला RF स्रोत है अब इस निवेश सिग्नल का एक हिस्सा कपल्ड पोर्ट पर जाएगा निवेश सिग्नल का कोई भी हिस्सा वापस नहीं आएगा आइसोलेटर में जाएगा यहाँ एक बात ध्यान दें कि यह पोर्ट उस पोर्ट की तुलना में अलग थलग है यह पोर्ट केवल हालांकि यह इस पोर्ट के संबंध में कपल्ड पोर्ट के रूप में कार्य करता है इस पोर्ट के लिए यह पोर्ट आइसोलेटेड पोर्ट है अब घटना के बाद वेव पोर्ट से होकर जाती है और यह DUT तक पहुंच जाती है यह परीक्षण के तहत आने वाला डिवाइस है और यह कुछ रिफ्लेक्शन से गुजरता है जो B1 है जो सामान्यीकृत वोल्टेजस B1 द्वारा पुन परिलक्षित होता है अब यह B1 इस पोर्ट को फिर से इनपुट पोर्ट के रूप में देखेगा इस निवेश सिग्नल का कोई भी हिस्सा इस पोर्ट पर नहीं जाएगा और सारा सिग्नल इसी युग्म पोर्ट से होकर गुजरेगा तो इस पोर्ट के लिए यह कपल्ड पोर्ट है तो इस तरह हमने A1 और B1 को पूरी तरह से अलग कर दिया है और हम A1 और B1 के अनुपात का पता लगा सकते हैं तो यह इस कपलर का 1 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है एक कपलर का एक अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग IQ मॉड्यूलेटर में है यहां हम 90° कपलर का उपयोग करते हैं तो मान लें कि यह एक LO या लोकल ओकसीलेटर करता स्रोत इनपुटिंग है एक कपलर के इनपुट पोर्ट से जुड़ा है कपल्ड पोर्ट पर थ्रू पोर्ट की तुलना में 90° फेज शिफ्ट होगा और यह बदले में यह I और Q सिग्नल से गुना होगा जो बेसबैंड सिग्नल हैं और फिर वह कॉम्बिनर के माध्यम से पारित होगा तो एक कॉम्बिनर कुछ भी नहीं है लेकिन पावर डिवाइडर का विलोम है हम संयुक्त फ्रीक्वेंसी मॉडुलेतेड़ सिग्नल प्राप्त करेंगे यदि हम डिमॉड्यूलेशन करना चाहते हैं तो यह मॉड्यूलेशन फ़ंक्शन है अगर हम डीमॉड्यूलेशन फ़ंक्शन चाहते हैं तो कपलर ही काम में आते हैं यहां हमारे पास मोदुलाटेड सिग्नल है जो एक मल्टीप्लायर के माध्यम से निकल रहा है एक दूसरे अंत में एक मल्टीप्लायर एक LO सिग्नल से जुड़ा हुआ है जो 2 सिग्नल का उत्पादन करता है जो 90° फेज शिफ्टेड पर हैं और बदले में जब एक लो पास फिल्टर से गुणा होकर गुजरता है तो I और Q सिग्नल वापस उत्पन्न होता है तो इस तरह हमने RF निवेश या मॉड्यूलेट किए गए निवेश से आई और क्यू सिग्नल प्राप्त किए एक कपलर का एक अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग विशेष रूप से 90° कपलर वह है जो हम संतुलित एम्पलीफायर को कहते हैं एक संतुलित एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर है जहां S11 पैरामीटर एक व्यापक फ्रीक्वेंसी रेंज पर 0 है जिस तरह से ये संतुलित एम्पलीफायर को प्राप्त होता है ऐसा नहीं है कि यह एक एम्पलीफायर से रेफ्लेक्टेड सिग्नल को कम कर देता है लेकिन यह इस तरह के कारण रेफ्लेक्टेड सिग्नल को आइसोलेटेड पोर्ट पर ले जाता है इसलिए यह स्पष्ट हो जाएगा एक बार मैं यह समझाता हूं इसलिए यह स्पष्ट हो जाएगा एक बार मैं यह समझाता हूं आपको 2 समान एम्पलीफायर की आवश्यकता है ये 2 समान एम्पलीफायर को कपलर से जुड़ा हुआ है जैसा कि दिखाया गया है अब जो भी इनपुट सिग्नल पोर्ट 1 तक पहुंचता है उसे पोर्ट 3 और पोर्ट 4 में विभाजित किया जाएगा यहां पोर्ट 3 और पोर्ट 4 पर रेफ्लेक्ट होगा और ये रेफ्लेक्टेड लहरें की पावर फिर से पोर्ट 3 और पोर्ट 4 में विभाजित होंगी अब यह दिखाया जा सकता है कि डिवीजन पर इस एम्पलीफायर से पोर्ट 2 तक पहुंचने वाले सिग्नल और इस एम्पलीफायर से पोर्ट 2 तक पहुंचने वाले सिग्नल पोर्ट 2 पर रचनात्मक रूप से जोड़ देंगे जबकि सिग्नल इस एम्पलीफायर से पोर्ट 1 तक पहुँचने और इस एम्पलीफायर से पोर्ट 1 तक पहुंचने वाले सिग्नल इस बिंदु पर डेसट्रक्टिवेली रूप से जुड़ेंगे इसलिए यदि वे डेसट्रक्टिवेली रूप से जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पोर्ट 1 पर कोई रेफ्लेक्टेड वेव नहीं दिखाई देती है और सभी रेफ्लेक्टेड वेव्स पोर्ट 2 में दिखाई देती हैं इसलिए इस तरह पोर्ट 1 पर कोई शुद्ध रेफ्लेक्टेड वेव नहीं आ रही है और इसलिए S11 0 प्रतीत होता है अब यहां मुझे इसका उल्लेख करना प्रतीत होता है ऐसा नहीं है कि रेफ्लेक्टेड वेव मौजूद नहीं है यह बस है कि यह 2 पोर्ट जा रही थी एक समान सर्किट वह है जिसे बैलेंस्ड फ़िल्टर कहा जाता है अब परिभाषा द्वारा फ़िल्टर सभी फ्रीक्वेंसीयों का मैचिंग नहीं करता है उदाहरण के लिए एक उच्च पास फ़िल्टर लो पास सिग्नल को रेफ्लेक्टेड करेगा और बैलेंस्ड फ़िल्टर के सिद्धांतों के अनुसार ठीक उसी तरह होता है जैसे कि संतुलित फ़िल्टर के लिए जो कि पोर्ट 2 पर है रेफ्लेक्टेड वेव पोर्ट 1 पर कंस्ट्रक्टिवेली जोड़ते हैं रेफ्लेक्टेड वेव डेसट्रक्टिवेली वे में जोड़ते हैं भले ही हमारा फ़िल्टर मौलिक रूप से कम फ्रीक्वेंसी सिग्नल से मेंचड ना हो इनपुट पोर्ट पर हमें कोई भी रेफ्लेक्टेड सिग्नल नहीं मिलेंगे इसलिए इनपुट पोर्ट विस्तृत फ्रीक्वेंसी रेंज से मेल खाता रहता है अब यह फ़िल्टर के इनपुट पक्ष में है और फ़िल्टर के आउटपुट पक्ष पर भी हम एक समान तर्क लागू कर सकते हैं इसलिए आउटपुट पोर्ट को एक विस्तृत फ्रीक्वेंसी रेंज से भी मैचिंग किया जाएगा एक कपलर का एक अन्य महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बायस्ड टी के रूप में जाना जाता है अब एक बायस्ड टी वह है जो RF संकेतों को DC संकेतों के साथ जोड़ती है और इस तरह के संयुक्त RF या उच्च फ्रीक्वेंसी और DC डीसी सिग्नल विभिन्न माइक्रोवेव उपकरणों जैसे कि एम्पलीफायर या मिक्सर के लिए आवश्यक है अब क्योंकि यह एक सरल है इनपुट RF और आउटपुट के बीच एक सरल नेटवर्क संयुग्म है और सरल नेटवर्क संयुग्म वायर्स द्वारा जो उनके बीच कपलर की भुजाओं के बीच जुड़े हुए हैं और चूंकि ये तार RF को उनके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देंगे और केवल डीसी उनके माध्यम से गुजरें इसलिए इस पोर्ट पर दिखने वाला कोई भी DC सिग्नल पारित होगा और उत्पादन पर दिखाई देगा लेकिन फिर यह इस पोर्ट के संबंध में अलग थलग पोर्ट है इसलिए इस RF सिग्नल का कोई भी घटक यहां दिखाई नहीं देगा और चूंकि यह संयुक्त पोर्ट है और इस पोर्ट पर इनपुट RF सिग्नल के घटक दिखाई देंगे तो DC और RF दोनों इस बिंदु पर दिखाई देंगे और इसलिए हम 2 को जोड़ सकते हैं इसलिए संक्षेप में एक कपलर एक बहुत व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माइक्रोवेव डिवाइस है यह एक बहुत ही उपयोगी डिवाइस है कपलर के कुछ और उन्नत उपयोग भी हैं जिन्हें हमने अभी तक यहां नहीं देखा और कपलर के बारे में अच्छी बात यह है कि इसका मैचिंग किया जा सकता है बिना किसी गणितीय प्रतिबंध के रेसिप्रोकाल और लॉसलेस हो सकते हैं इसकी व्यापक अनुप्रयोग हैं और जैसा कि हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के कपलर हैं उदाहरण के लिए 90° कपलर या 180° कपलर तो सामान्य तौर पर 4 पोर्ट डिवाइस और माइक्रोवेव डिवाइस अगले मॉड्यूल में हम फ़िल्टर के बारे में चर्चा करेंगे